नमस्ते हमारे आज के इंट्रोडक्शन टू मेकैनोबायोलॉजी व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने माइग्रेशन के इस वैकल्पिक मोड को शुरू किया था जिसे एमोइबाइडल माइग्रेशन कहा जाता है या एमोइबाइडल गतिशीलता तो मेसेंकाईमल प्रवास की तुलना में मैं सिर्फ MM लिख रहा हूं तो यह AM है तो MM जहां यह आसंजन निर्भर है AM में आपके पास बहुत अधिक आकार परिवर्तन हैं और इसके अलावा amoeboidal प्रवास को सेल गति के साथ विशेषता है इसलिए VAM आमतौर पर VMM से बहुत अधिक है तो ये एमोइबॉडी गतिशीलता कोशिकाओं में पलायन कर सकते हैं और मेसेनकाइमल कोशिकाओं की तुलना में सौ गुना तेजी से पलायन कर सकते हैं तो फिर मैंने कहा कि अमेबोइडल गतिशीलता के विभिन्न तरीके क्या हैं और इस संबंध में 2 डी में मैंने कहा कि तीन अलग अलग संभावनाएं हैं आपके पास A C P हो सकता है जहां मेसेंकाईमल माइग्रेशन की तरह कोशिकाएं फैल जाती हैं एक्टिन आधारित प्रोट्रूशियंस भेजती हैं प्रोट्रूएशन को स्थिर करती हैं और सिकुड़न को आगे सेल तक खींचती हैं तो यह सिर्फ 2 D सामान्य मेसेनकाइमल प्रवास है आपके पास 2 D प्रोट्ररूसिव हो सकते हैं जहां आपकी फलाव बल बहुत महत्वपूर्ण है और आसंजन है और सिकुड़ना निरर्थक है और यह संभव है क्योंकि ये कोशिकाएं आकार में छोटी हैं यदि सेल बहुत बड़ा था तो इस तरह के स्थानीयकृत फलाव में झिल्ली तनाव का संचय नहीं होगा क्योंकि इसका परिणाम सेल आगे नहीं बढ़ेगा और 2 D में तीसरे प्रकार की गतिशीलता हमने कहा कि इसकी 2 D कॉन्ट्रैक्टाइल जहां आपके आसंजन की आवश्यकता होती हैC की आवश्यकता होती है लेकिन पी बहुत छोटा हो सकता है तो इस तरह के प्रवास को एक ब्लैब आधारित प्रवासन कहा जाता है इसी तरह 3D में आप नियमित 3D प्रवास कर सकते हैं इसलिए 3D में सामान्य रूप से आसंजन महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आंशिक रूप से आस पास का मैट्रिक्स आपको कोशिका को इसके खिलाफ धकेलने के लिए प्रतिरोध प्रदान कर सकता है तो आसंजन अभी भी छोटा हो सकता है और कोशिका आगे बढ़ सकती है आपके पास 3 D प्रोट्ररूसिव हो सकता है जहां फलाव प्रमुख है A तुच्छ है और C भी तुच्छ है और यह मेट्रिसेस के माध्यम से होता है जहां छिद्र का आकार नाभिक की तुलना में समान या बड़ा होता है क्योंकि नाभिक सबसे कठोर घटक होता है और तीसरा एक 3 D कांट्रेक्टइल है जहां आपके पास ब्लब्स का निर्माण होता है और नाभिक सक्रिय रूप से विकृत होता है तो 3 D संकुचन में आपके पास मायोसिन सिकुड़न है नाभिक को निचोड़ते हुए हम इस बारे में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे इसके साथ मैं फिर से उस पेपर के साथ शुरू करूंगा जिस पर हमने अनुकूली बल संचरण adaptive force transmissionपर चर्चा शुरू की इसलिए लेखकों ने जो किया था वह डेंड्रिटिक सेल्स को GFP LifeAct के साथ ट्रांसफ़ेक्ट किया था और काइमोग्राफ का उपयोग से रेट्रोग्रैड फ्लो की निगरानी की तो एक बार फिर काइमोग्राफक्या है आपके पास एक झिल्ली है आप कहीं लंबाई के साथ एक बहुत छोटी पट्टी खींचते हैं और आपके पास सबसे बाहरी बिंदु है और यह अंतरतम बिंदु है और आप इसे समय के साथ ट्रैक करते हैं तो यह आपकी समय धुरी है और यह आपकी लंबाई है तो यह आपका बाहरी बिंदु है यह आपका आंतरिक बिंदु है तो यदि आपके पास एक फ्लोरोसेंट संकेत था तो आपको परिणाम के रूप में क्या होगा आपके पास एक प्रतिगामी प्रवाह है और आपके पास एक ढलान होगा जिसका आप चित्र कर सकते हैं आप तीव्रता को देख सकते हैं जो कि कुछ बिंदु पर है और यह अंदर ही अंदर हो रहा है तो यह प्रतिगामी प्रवाह का हस्ताक्षर है यह ढलान और इस रेखा का ढलान आपको प्रतिगामी प्रवाह की सटीक परिमाण देगा इसलिए जब लेखकों ने ये प्रयोग पॉली लाइसिन या अनुवर्ती स्थिति पर किए तो उन्होंने जो देखा वह यह था कि नियंत्रण कोशिकाओं में आपके पास प्रतिगामी प्रवाह की निश्चित मात्रा थी और जब आपने लैट्रुनकुलिन के साथ पोलीमराइजेशन को बाधित किया तो आपके पास तुलनीय मूल्य था लेकिन जब आपने लैट्रुनकुलिन प्लस ब्लब रेट्रोग्रेड जोड़ा तो आपको प्रतिगामी प्रवाह अक्ष मिला तो यह पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था यह सुझाव देते हुए कि आपके पास मायोसिन मोटर्स एक बार फिर से मेसेंकाईमल प्रवास के समान है आपके पास मायोसिन है जो प्रतिगामी प्रवाह में योगदान देता है अब जाँच करने के लिए यह अनुयायी स्थितियों adherent conditionsके तहत होता है यह जाँचने के लिए कि कोशिकाएँ किस प्रकार गैर अनुयायी के नीचे स्थानांतरित होंगी जिसे आर्थर सेट करने के लिए उपयोग करते हैं तो साइड व्यू में आपके पास क्या है तो यह एक गैर अनुयायी प्लेट है उन्होंने agarose की एक परत को पोलीमराइज़ किया तो यह agarose है जो inert है इसलिए कोशिकाएं agarose का पालन नहीं कर सकती हैं और उन्होंने यह किया कि कुएं के दो छोरों पर दो छेद किया उन्होंने कोशिकाओं को पेश किया और दूसरे छोर पर उन्होंने केमोकाइन सीसीएल 19 को पेश किया जो कोशिकाओं को आकर्षित करता है तो इस सेटअप में इसलिए यदि मैं इस क्षेत्र में ज़ूम करता हूं तो आपके पास सेल है जो agarose की एक परत के नीचे और एक केमोकाइनchemokine के प्रभाव में पलायन कर रहा है तोग्रैडिएंट का गठन किया जाएगा तो यह मेरी केमोकाइन ग्रेडिएंट है कोशिकाओं सीमित होकर गैर अनुयायी शर्तों के तहत बाएं से दाएं प्रवास करेगी तो यह गैर अनुयायी और सीमित है और यह केमोटैक्टिक माइग्रेशन है इसलिए इन स्थितियों के तहत जब उन्होंने प्रतिगामी प्रवाह को ट्रैक किया तो मैं अपने प्रतिगामी प्रवाह प्लॉट करता हूं तो वह नगण्य negligible था नियंत्रण कोशिकाओं में प्रतिगामी प्रवाह नगण्य था अब उन्होंने क्या किया की अगर आपके पास इस तरह की एक सेल है जो इस दिशा में पलायन कर रही है तो आप दो लाइनें खींच सकते हैं एक 1 के साथ हैसंदर्भ समय 0832 यह प्रतिगामी प्रवाह है जिसे उन्होंने रेखा 1 के साथ मापा उन्होंने यह भी किया की उन्होंने लंबवत खंड को किया जो लाइन 2 के साथ है और लाइन 2 के साथ उन्होंने प्रतिगामी प्रवाह की कम मात्रा पाई तो यहां नगण्य प्रतिगामी प्रवाह है तो उन्होंने कोशिकाओं को ट्रांसफ़ेक्ट नहीं किया इसलिए यह लीफैक्ट जीएफपी Lifeact GFP था जब उन्होंने एमएलसी जीएफपी के साथ ट्रांसफ़ेक्ट किया MLC GFP के साथ टैग की गई मायोसिन लाइट चेंन है जो उन्होंने पाया वही कोशिकाएं थीं तो मैं समान कोशिकाओं का चित्र बना सकता हूं तो इन कोशिकाओं के पास नहीं था इसलिए अगर मैं इन पिछली कोशिकाओं में एक्टिन वितरण का चित्र करना चाहता हूं तो आपके पास यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिन क्षेत्र का प्रवाह होगा और अन्यथा आपके पास हर जगह विसरित क्षेत्र हैं मायोसिन के मामले में मायोसिन वास्तव में शुरू किया गया था यह वितरण दूर से शुरू हुआ और फिर सभी जगह फैल गया इसलिए अग्रणी किनारे पर कोई भी मायोसिन नहीं है लेकिन जब उन्होंने पीछे की तरफ से पहले की तरह फिर से प्रतिगामी प्रवाह को प्लॉट की तो पक्षों की तरफ से आप इस तरह से अंदर की ओर बहते हैं जैसे कि पक्षों से संकुचन होता है पंक्ति 2 के साथ आपका संकुचन होता है तो उन्होंने तब पूछा कि इस तरह के प्रवास के लिए इंटीग्रिन आसंजन आवश्यक हैं पर उन्होंने पाया कि इंटीग्रिन मौजूद थे हालांकि सीमित प्रवास को बनाए रखने के लिए इंटीग्रीन की जरूरत नहीं थी तो यह मापा भी जा सकता है यह प्रतिगामी प्रवाह को ट्रैक करके एक बार फिर से ट्रैक किया जा सकता है और उनके आश्चर्य को जो उन्होंने पाया की यदि मैं एक कायमोग्राफ खींचता हूं यह इंटीग्रिन डिफिशिएंट सेल में कायमोग्राफ है तो यह झिल्ली है जो आगे बढ़ रही है तो एक बार फिर से यह मेरी समय की धुरी है यह मेरी लंबाई की धुरी है और उन्होंने यह पाया कि ये लकीरें प्रतिगामी प्रवाह के परिमाण को इंगित करती हैं जो प्रतिगामी प्रवाह की मात्रा में काफी वृद्धि करती हैं तो अगर यह नियंत्रण कोशिकाओं में औसत प्रतिगामी प्रवाह था इंटीग्रिन की कमी वाली कोशिकाओं में और बिना इंटीग्रिन कोशिकाओं में प्रतिगामी प्रवाह काफी बढ़ गया था तो उन्होंने तब पूछा कि क्या यह उच्च प्रतिगामी प्रवाह जो कि फलाव दर है आश्चर्यजनक रूप से नियंत्रण और इंटीग्रिन नल कोशिकाओं के बीच फलाव दर समान थी तो यह आपका जंगली प्रकार का नियंत्रण है और यह आपकी इंटीग्रिन नल कोशिकाएं हैं इतना ही फलाव दर तो यह सुझाव देता है कि जब आप सभी एक्टिन पोलीमराइज़ेशन दर से इंटीग्रिन हटाते हैं तो एक्टिन पोलीमराइज़ेशन दर क्या है मैं एक्टिन पोलीमराइज़ेशन दर को फलाव दर और प्रतिगामी प्रवाह को मिलाने के बराबर लिख सकता हूं इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इस एक्टिन पोलीमराइज़ेशन दर को इंटीग्रिन नल कोशिकाओं में बढ़ा पाएंगे तो यह एक अनुकूली प्रतिक्रिया है और फिर लेखकों ने यह दिखाया कि ECM साइटोस्केलेटन लिंकेज कमजोर पड़ने से जो की एक्टिन पोलीमराइजेशन बढ़ गया तो यह उन्होंने टैलिन नकारात्मक कोशिकाओं टैलिन नल कोशिकाओं के साथ प्रयोग करके और PEG पर कोशिकाओं को प्लेटिंग करके साबित किया तो PEG अक्रिय कोशिकाएं होने से आसंजन नहीं बना सकती हैं हालाँकि एक महत्वपूर्ण अंतर था इसलिए सबसे पहले दो चीजों को कहा जाना चाहिए एक की अगर टैलिन नल कोशिकाओं में आपका समग्र एक्टिन पोलीमराइजेशन दर बहुत अधिक था और PEG में एक्टिन पोलीमराइज़ेशन दर समान सीमा तक नहीं थी तो इस अंतर में टैलिन नल और PEG सतहों के बीच में अंतर था पर और इस अंतर को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो सबसे पहले दो सवाल हैं कि प्रतिगामी प्रवाह कैसे बढ़ता है तो एक संभावित कारण है यह कैसे होता है कि आप इंटीग्रिन नल या टैलिन नल या PEG सतहों पर कलचॅड कोशिकाओं पर बढ़ने के लिए प्रतिगामी प्रवाह हो सकते हैं तो यह संभावना है कि अगर हम मान लेते हैं कि झिल्ली तनाव स्थिर है तो इसका मतलब है कि इसे बनाए रखने के लिए यह स्थिर रहना चाहता है अब उच्च प्रतिगामी प्रवाह के मामले में प्रतिगामी प्रवाह में वृद्धि से झिल्ली का तनाव कम होगा तो आप झिल्ली तनाव लागत को कैसे बनाए रख सकते हैं अधिक संख्या में मोनोमर्स जोड़कर या पोलीमराइजेशन की दर में वृद्धि करके चूँकि प्रतिगामी प्रवाह इस लिए उच्च होता है कि आप इसे निरंतर करने के जी एक्टिन को फिल्मेंट में उच्च समावेश कर सकते हैं इस प्रकार अब तक दो चीजें हमें मिलीं डेंड्रिटिक सेल्स के समान कोशिकाओं के लिए आसन्न परिस्थितियों में आपके पास प्रतिगामी प्रवाह है गैर अनुयायी परिस्थितियों में आपके पास कोई प्रतिगामी प्रवाह नहीं है लेकिन इंटीग्रीग्रिन नल कोशिकाओं के मामले में प्रतिगामी प्रवाह बहुत अधिक है तो लेखकों ने आगे पूछा कि कितनी तेजी से यदि आप कोशिकाओं को एक अलग स्थिति के अधीन करना चाहते हैं तो उदाहरण के लिए हम कहते है कि यह PEG सतह की पृष्ठिका है और इन PEG सतह पर आप बेतरतीब ढंग से सीरम कोटिंग की इन पंक्तियों का चित्र बनाते हैं तो यह सीरम कोटिंग अनुयायी है तो आपकी पृष्ठिका गैर अनुयायी है तो यह क्षेत्र गैर अनुयायी है लेकिन यह एकमात्र पालन धारियां है जो सेल देखता है इन मामलों में क्या सेल वास्तविक समय में खुद को गति के अनुकूल बदलने में सक्षम है तो वह ट्रैक कोशिका की गति थी औसत कोशिकाएं समय के एक कार्य के रूप में गति करती हैं और इसलिए यदि मैं इन क्षेत्रों का चित्र बनाना चाहता हूं तो हमें बताएं कि यह एक क्षेत्र है जिसमें आपके पास एकअधेरेंस स्पोट है यह एक और क्षेत्र है जहां आपके पास है अधेरेंस धारी है और उन्होंने पाया कि जब सेल इन ज़ोन पर माइग्रेट कर रहा था तो आपकी सेल माइग्रेशन दर या सेल की गति अपरिवर्तित थी तो आपकी सेल की गति अपरिवर्तित रहेगी तो भले ही अनुयायी और गैर अनुयायी क्षेत्र की परिस्थिति को एक साथ मिला दें कोशिकाएँ इसे वास्तविक समय में अनुकूल बना सकती हैं जब उन्होंने फ़ाइब्रोब्लास्ट के साथ प्रयोग किया तो फिर से आपके पास यह पृष्ठिका है और आपने उसकी लाल धारियों का प्रयोग किया और आपने फाइब्रोब्लास्ट्स के साथ प्रयोग करके उन्होंने पाया कि ऐडसेव जोनों में प्रतिगामी प्रवाह था लेकिन कोई गति नहीं तो इस तरह की स्थिति के लिए किमोग्राफ कैसा दिखेगा इसलिए यदि हम एक सेल पर ज़ूम करना चाहते हैं तो हमें मान लें हमें बताएं कि यह एक सेल है और हमें बताएं कि यह किनारा एक अधेरेंट स्पोट है और पृष्ठिका गैर अनुयायी है तो यह सेल है इसलिए यदि आप kymograph को प्लॉट करते हैं तो आप पाएंगे कि एक ज़ोन है जिसमें प्रतिगामी प्रवाह है लेकिन अन्य क्षेत्रों में प्रतिगामी प्रवाह समतल है तो यह मेरी फिर से समय की धुरी है तो यह आपका अनुयायी क्षेत्र है और यह गैर अनुयायी क्षेत्र है तो यहाँ गैर अनुयायी क्षेत्र में प्रतिगामी प्रवाह शून्य है लेकिन यह अनुयायी क्षेत्र में सकारात्मक है जो बताता है कि डेंड्राइटिक सेल के लिए फ़ाइब्रोब्लास्ट और इन डेंड्राइटिक कोशिकाओं के बीच का अंतर क्या है आइए यह मान ले की यह एक अनुयायी क्षेत्र है जो अनुयायी है तो सेल क्या करता है की प्रतिगामी प्रवाह एक अनुयायी क्षेत्र में बहुत नगण्य है लेकिन गैर अनुयायी क्षेत्र में कोशिका यह करती है की प्रतिगामी प्रवाह बढ़ता है तो यह एक डेंड्राइटिक सेल के लिए है बनाम फ़ाइब्रोब्लास्टइस के लिए इस तरह का आवास संभव नहीं है इसलिए यदि मैं आणविक क्लच के समान एक चित्र बनाना चाहता हूं तो आपके पास यह संभव है पहले की तरह यह एक व्यस्त सेट में है आपके पास दो चीजें हैं तो यह फलाव है और यह प्रतिगामी प्रवाह है मैंने यहां जो कुछ खींचा है वह फिलामेंट है और यह इंटीग्रिन कनेक्शन है इसलिए जब आपके पास एक स्थिति है एक फिसलने वाला प्रकार क्या फिसलने वाला प्रकार है जैसे आप PEG की प्लेटेड सतह पर निरीक्षण करते हैं जहां आपका इंटीग्रिन है लेकिन यह सतह से जुड़ा नहीं है तो आपके पास यह फिलामेंट है जहां आपका प्रतिगामी प्रवाह आंशिक रूप से बढ़ा हुआ है लेकिन आपका फलाव वही रहता है तो आपका प्रतिगामी प्रवाह आंशिक रूप से बढ़ रहा है दूसरे मामले में आप अनकपल्ड हो सकते हैं अनकपल्ड क्या है जब इंटीग्रिन मौजूद नहीं होता है तो इस मामले में सेल क्या करता है यह उसके प्रतिगामी प्रवाह को बढ़ाता है और इसकी फलाव दर यह है इसलिए एक परिणाम के रूप में आप जो देखते हैं वह यह है कि उसकी फलाव दर हमेशा स्थिर बनी रहती है लेकिन प्रतिगामी प्रवाह नहीं इसलिए वास्तव में यह लंबाई प्रतिगामी प्रवाह की परिमाण के समान होनी चाहिए जिसे बढ़ाया जाता है तो आसंजन स्वतंत्र परिस्थितियों में प्रतिगामी प्रवाह बढ़ जाता है और यह युग्मन के निर्णय से होता है प्रतिगामी प्रवाह का परिमाण इसलिए इसके साथ मैं amoeboidal प्रवास पर अपनी चर्चा को समाप्त करता हूं तो आपके पास एक और रीडिंग असाइनमेंट होगा यह रेनकविट्ज़ एट अल पेपर नेचर सेल बायोलॉजी २०१० Renkawitz et al paper Nature Cell Biology 2010 है इसलिए मैं सिर्फ दूसरे प्रकार के प्रवास पर स्पर्श करूँगा हमारे पास मेसेनकाइमल है और हमारे पास एमोबोइडल है तो इन दोनों मामलों में कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से पलायन करती हैं या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यह एकल कोशिका प्रवासन का एक उदाहरण है तो बस आप समझे कि यदि आप घाव भरने के बारे में सोचना चाहते हैं तो आपके पास क्या है आपके पास कोशिकाओं के समूह हैं जो पलायन करते हैं एकल सेल माइग्रेशन के बजाय घाव भरने के मामले में आपके पास सामूहिक सेल माइग्रेशन है इसलिए सामूहिक सेल माइग्रेशन द्वारा आपके पास कोशिकाओं का एक समूह है तो हम कहते हैं कि यह कोशिकाओं का एक समूह है जो पलायन कर रहा है तो मैंने इसे इस तरह से खींचा है कि कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी हुई हैं तो आपके पास एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब आपके पास प्रवास करने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है और वे सभी प्रभावी रूप से एक ही दिशा में पलायन कर रहे होते हैं लेकिन इन कोशिकाओं में से प्रत्येक के बीच कुछ अन्य संकेत भी होते हैं जैसे कि उनकी सापेक्ष दूरी बनाए रखी जाती है इसके साथ मैं अगली कक्षा के लिए आज यहां रुकता हूं अगली कक्षा में हम सामूहिक सेल प्रवास के बारे में चर्चा करेंगे ध्यान देने के लिए धन्यवाद